पिछली क्लास में हमने परिवहन समस्या का परिचय दिया और हमने तीन सप्लाई पॉइंट्स और तीन डिमांड पॉइंट्स के साथ एक संख्यात्मक उदहारण पर विचार किया और हमने समस्याको उसके वेरिएबल्स के अनुसार परिभाषित किया और हमने यह भी कहा कि यह एक लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या है जिसे लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से हल किया जा सकता है लेकिन हम यह भी उल्लेखित करते है कि ऐसी और भी विधियाँ है जो इसे सीधे लीनियर प्रोग्रामिंग के रूप में हल करने की तुलना में अधिक तेज है इसलिए हम इस क्लास में इनमें से कुछ तरीकों को देखेंगे जो परिवहन समस्या को और तेजी से और कुशलतापूर्वक हल कर सकते है और हम इन अल्गोरिथम और तरीकों को समझाने के लिए इस तीन सप्लाई तीन डिमांड समस्या को एक संख्यात्मक चित्रण के रूप में उपयोग करेंगे अब यह समस्या एक नेटवर्क के रूप में दर्शाई गई है और इसे थोड़ा सरल बनाने के लिए हम अब इसे एक टेबल के रूप में दिखा रहे हैं तो इस तालिका में 9 वेरिएबल्स के अनुरूप 9 पोजीशन हैं जो इस समस्यामें हैं तो यह वेरिएबल X11 से मेल खाता है यह 3 बाय 3 ग्रिड की तरह है इसलिए यह X11 से मेल खाता है X12 X13 X21 22 23 31 32 और 33 परिवहन की लागत इन पोजीशन्स के कोने में यहां दिखाई गई है उदाहरण के लिए यदि आप पहले सप्लाई पॉइंट से पिछले को देखते हैं तो तीन लागतें 8 9 और 7 हैं इसलिए लागत 8 9 7 4 3 5 8 5 6 है तो तीन सप्लाई मात्राएँ 40 25 और 35 हैं तीन डिमांड मात्राएँ 30 30 और 40 हैं दोनों का योग 100 है इसलिए समस्या संतुलित है और इसका योग 100 है तो संतुलित परिवहन समस्या को अक्सर एक टेबल के रूप में दर्शाया जाता है जैसा की हमने यहाँ दिखाया है जिसमे सप्लाई मात्रा दाहिने हाथ की तरफ RHS है और नीचे की तरफ डिमांड की मात्रा है और लागत 8 9 7 इस तरह पोजीशन्स के कोनों में दिखाई गई है अब इस तरह से समस्या को दर्शाते हुए आइए हम इस समस्या को हल करने का प्रयास करते है तो परिवहन समस्या को हल करने का अर्थ इस समस्यामें नौ वेरिएबल्स के मान को खोजना है ये नौ वेरिएबल्स X11 X12 X13 X21 X22 X23 और इसी तरह हैं तो अब जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले सप्लाई पॉइंट में 40 दूसरे में 25 तीसरे में 35 और तीन डिमांड 30 30 और 40 हैं इसलिए हम इन नौ पोजीशन्स में से किसी एक के साथ शुरू कर सकते हैं और एलोकेशन करना शुरू करते है अब संभवतया सबसे सुविधापूर्ण यह है कि हम टॉप लेफ्ट हैंड से शुरू करें जो स्वाभाविक रूप से आता है तो हम टॉप लेफ्ट हैंड की पोजीशन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस X11 वेरिएबल को कितना देते हैं तो जब हम इस पोजीशन को देखते हैं जो टॉप लेफ्ट हैंड की पोजीशन है जब हम देखते हैं इस पोजीशन में जो पहले का प्रतिनिधित्व करता है मैं पहले सप्लाई पॉइंट से पहले डिमांड पॉइंट तक कितना परिवहन कर रहा हूं अब पहले सप्लाई पॉइंट में 40 वस्तु उपलब्ध हैं और पहली डिमांड आवश्यकता 30 है तो हम पहले सप्लाई पॉइंट से पहले डिमांड पॉइंट तक अधिकतम परिवहन उतना ही कर सकते हैं जो इन दो संख्याओं में न्यूनतम है जो की 30 है तो हम यह करते हैं कि इसके साथ शुरू करते हैं और फिर हम इस 30 को आवंटितबाँटते हैं जो उपलब्ध मात्रा 40 और आवश्यक मात्रा 30 का न्यूनतम है इसलिए हम टॉप लेफ्ट हैंड की पोजीशन के साथ शुरू करते हैं और यह प्रयास करते है कि जितना अधिकतम संभव हो उतना आवंटित करें जो की उपलब्धता और डिमांड का न्यूनतम है तो हम वेरिएबल X11 या पहले स्थान पर इस 30 को आवंटित करेंगे जिसका मतलब यह भी है कि हल करने में X11 30 के बराबर है अब जब हमने इस 30 को आवंटित कर दिया है तो हमें पता चलता है कि पहले डिमांड पॉइंट की डिमांड पूरी हो चुकी है इस प्रकार यह हमारी बनायीं इस इस रेखा द्वारा दिखाया गया है और वह यह भी दर्शाता है कि अब हम यहां कुछ भी आवंटित नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इस स्थान में और एलोकेशन करने से और यह स्थान यहां बढ़ जायेगा और अधिकतम 30 पहले ही पुरे हो चुके हैं इसलिए हम यहां कुछ भी नहीं डालेंगे तो अब जब हमने यहां उपलब्ध 40 में से 30 को आवंटित कर दिया है तो X11 30 के बराबर है X21 0 हो जाएगा X31 भी 0 हो जाएगा तो 30 का उपभोग हो चुका है और 40 में से अब 10 रह जाएंगे जो कि एलोकेशन के लिए उपलब्ध शेष मात्रा है अब ऐसा करने के बाद हम अगले उपलब्ध टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जाते हैं जो यह पोजीशन है जो कि हाइलाइटेड है और यहाँ दिखाया गया है यह अगला टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर है अब वेरिएबल X12 से जो है अब अगर हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि 10 इकाइयां पहले सप्लाई पॉइंट में उपलब्ध हैं और दूसरे डिमांड पॉइंट में 30 इकाइयां आवश्यक हैं इसलिए हम जो अधिकतम दे सकते हैं वह इस 10 और 30 का न्यूनतम है जो कि 10 होता है इसलिए हम अधिकतम देने की कोशिश करते हैं जो इन दो मात्राओं में से न्यूनतम है और हम यहां 10 आवंटित करते हैं तो X12 का मान हो जाता है 10 अब इस 10 के एलोकेशन के साथ पहले सप्लाई पॉइंट से पूरी सप्लाई का उपभोग हो चुका है और इसलिए हम इस पोजीशन या इस वेरिएबल X13 पर कुछ भी आवंटित नहीं करेंगे अब पूरी सप्लाई का उपभोग हो चुका है इस तथ्य को अब एक और रेखा के रूप में दिखाया गया है जो इस मामले में एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा है जो कहती है कि यह 10 पूरी तरह से उपभोग हो गया है अब इस पोजीशन में 10 को आवंटित करके हम अब 30 में से 10 आवश्यकता को पूरा कर चुके हैं और इसलिए शेष आवश्यकता जो पूरी करनी है वह केवल 20 है जो यहां दिखाई गई है इसलिए हमने अब दो एलोकेशन किए हैं और इन दो एलोकेशन के अंत में हम देखते हैं कि हमने पूरी तरह से 40 सप्लाई का उपभोग किया है हम पहले डिमांड पॉइंट के 30 की डिमांड को पूरी तरह से पूरा कर चुके हैं और हमें दूसरे डिमांड पॉइंट की मांग के 20 और हिस्से को पूरा करना है अब फिर से हम टॉप लेफ्ट हैण्ड की पोजीशन को देखते हैं और अब टॉप लेफ्ट हैण्ड की पोजीशन इस पोजीशन में बदल जाती है टॉप लेफ्ट हैण्ड की पोजीशन यह पोजीशन है क्योंकि इस समय यह टेबल का शेष भाग है इसलिए यह टॉप लेफ्ट हैण्ड की पोजीशन है इसलिए अब हम इस पोजीशन को देखते हैं और फिर हम निरीक्षण करते हैं कि यदि हम एलोकेशन करना चाहते हैं तो दूसरे सप्लाई पॉइंट से कुल 25 उपलब्ध है और जो आवश्यकता पुरी करनी है वह 20 है तो हम अधिकतम संभव को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो की 20 जो इस 20 और इस 25 का न्यूनतम है इसलिए हम 20 को इस पोजीशन में आवंटित करते हैं अब 20 के एलोकेशन के साथ यह पूरी डिमांड पूरी हो गई है और इसलिए हम इस पोजीशन में कुछ भी नहीं डालेंगे X23 बन जाएगा 0 अब यह पुरे 20 की पूर्ति कर दी गयी है और इसलिए हम यह एक और ऊर्ध्वाधरवर्टीकल रेखा खींचते हैं कि इस पूरे 20 की पूर्ति कर दी गयी है अब यह 20 जो हमने अब आवंटित किया है उसे उस 25 में से निकाला गया है जो उपलब्ध है और क्योंकि 20 का उपभोग किया गया है यह 25 5 बन जाता है 5 जो शेष है यही यहां दिखाया गया है अब फिर से हम टॉप लेफ्ट हैण्ड कार्नर को देखते हैं यह वह क्षेत्र है जो शेष है और टॉप लेफ्ट हैण्ड कार्नर वास्तव में यह पोजीशन है अब एक बार जब हम इस पोजीशन की पहचान कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि 5 उपलब्ध है और 40 की आवश्यकता है हम उतना ही डालने का प्रयास करते हैं जो 5 और 40 के बीच न्यूनतम हैं और इसलिए हम इस पोजीशन में 5 आवंटित करेंगे इसलिए जब हमने 5 को इस पोजीशन में आवंटित किया तो यह 5 की पूरी पूर्ति हो चुकी है और फिर इस 40 में से 5 की पूर्ति की गई है इसलिए अब 35 शेष मात्रा है अब हम उपलब्ध चीज़ के टॉप लेफ्ट हैण्ड की पोजीशन को देखते हैं इसलिए यह एकमात्र पोजीशन है जो शेष है और उपलब्धता 35 है और आवश्यकता 35 है इसलिए हम यहाँ 35 आवंटित करते हैं अब पूरे एलोकेशन हो चुके हैं अब कोई सप्लाई उपलब्ध नहीं है कोई डिमांड नहीं है जिसे अब पूरा करना है तो तीनों पॉइंट्स की डिमांड पूरी हो गई है तीनों पॉइंट्स की सप्लाई उपभोग हो गई है हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि 30 10 मूल 40 है जो उपलब्ध था 20 5 मूल रूप से 25 है जो उपलब्ध था और 35 मूल रूप से उपलब्ध था 30 आवश्यकता थी 10 20 30 आवश्यकता थी 5 35 40 आवश्यकता थी इसलिए सभी सप्लाई का उपभोग किया गया है सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है हमने यह भी देखा कि जब हमने अंतिम एलोकेशन जो यहां 35 पर हुआ हमने यह जाना कि आपूर्ति 35 थी और आवश्यकता 35 थी क्योंकि समस्या संतुलित है कुल 100 उपलब्ध है और कुल 100 की आवश्यकता है तो अब यह हमें एक एलोकेशन देता है और हमें एक समाधान देता है जिसे लागू किया जा सकता है और जो व्यवहार्य है फिलहाल हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या यह सबसे अच्छा समाधान है या इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय है या नहीं लेकिन इस समय पर कम से कम एक बहुत ही सरल प्रक्रिया या एक सरल एल्गोरिथ्म के माध्यम से हम एक समाधान प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं जिसे लागू किया जा सकता है तो एक समाधान जिसे लागू किया जा सकता है या एक समाधान जो व्यवहार्य है वह एक समाधान है जिसमें पूरे 9 वेरिएबल्स के लिए एलोकेशन 0 से अधिक या बराबर है और 9 में से 5 वेरिएबल्स का मान पॉजिटिव हैं शेष 4 जो की X13 X21 X31 और X32 है इनमे एलोकेशन 0 हैं रो में एलोकेशन की रो की योग राशि सप्लाई के बराबर है और कॉलम में राशि डिमांड के बराबर है यह एक व्यवहार्य समाधान का प्रतिनिधित्व करता है अब एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने के बाद अगली चीज जो हम पूछते हैं वह यह है कि यह व्यवहार्य समाधान कितना अच्छा है अब इस व्यवहार्य समाधान की अच्छाई को समझने के लिए हम अब इस संभव समाधान से जुड़ी लागत का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो इस व्यवहार्य समाधान के साथ जुड़ी लागत का मैंने यहाँ वही समाधान दिखाया है इससे जुड़ी लागत 30 x 8 9 x 10 3 x 20 5 x 5 6 x 35 है जो 625 होती है तो इस व्यवहार्य समाधान से जुड़ी लागत 625 है अब हम यह नहीं जानते हैं कि 625 सबसे अच्छा है या 625 से बेहतर कुछ है लेकिन फिर भी हमारे पास एक समाधान है जिसमे 625 खर्च होंगे और यदि हम इस समाधान को लागू करते हैं तो तीन डिमांड पोजीशन में सभी आवश्यकताओं या डिमांड को पूरा कर सकते हैं अब यह विधि जो हमें समाधान देती है अब हम इस समाधान को एक प्रारंभिक समाधान कहेंगे तो यह विधि जो हमें एक समाधान प्रदान करती है उसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मतलब उत्तर पश्चिम कोना नियम कहा जाता है जैसा कि यहां बताया गया है इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कहा जाता है क्योंकि हमने अपने अगले एलोकेशन के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नामक टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर का लगातार उपयोग किया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एक महत्वपूर्ण नियम है जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जाकर जितना अधिकतम संभव है उतना आवंटित करने का प्रयास करना है इसलिए अधिकतम संभव एलोकेशन का अर्थ है उस पोजीशन के लिए उपलब्ध सप्लाई और उस पोजीशन के लिए आवश्यक डिमांड के बीच न्यूनतम आवंटित करना हैं तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है आप किसी भी बिंदु पर टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से शुरू करते हैं उपलब्ध एलोकेशन में से टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जाते हैं और उसमें जितना हो सके उतना डालने की कोशिश करते हैं और अंत में एक समाधान प्राप्त करते है और इसकी लागत का मूल्यांकन करते है और इस उदाहरण में लागत 625 है अब हम एक और विधि को देखते हैं जो ऐसा करने की कोशिश करता है अब हम जिस विधि को करने जा रहे हैं वह दूसरी है इसलिए हम उसी टेबल में वापस जाते हैं अब हम जानते हैं कि इस टेबल को कैसे समझा जाए 40 25 35 उपलब्ध हैं 30 30 40 आवश्यक हैं अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चुनने के बजाय हम कुछ और कर सकते हैं जो करने के लिए ज़ाहिर बात यह है कि हमे उस पोजीशन को चुनना है जिसमें परिवहन की कम से कम इकाई लागत है अब परिवहन की सबसे कम इकाई लागत यहाँ है जो यह है इसलिए हम पहले इस पोजीशन को चुनते हैं जहाँ परिवहन की इकाई लागत 3 है तो सप्लाई के रूप में 25 सप्लाई यूनिट्स इकाइयां supply units उपलब्ध हैं डिमांड के रूप में 30 इकाइयों की आवश्यकता है इसलिए हम इस पोजीशन में अधिकतम 25 और 30 के बीच न्यूनतम रख सकते हैं इसलिए हम 25 को इस पोजीशन में रखते हैं अब जब हमने 25 को इस पोजीशन में रखा है तब हमे पता चलता है कि सभी सप्लाई समाप्त हो गई है इसलिए हम इस पोजीशन में कुछ भी आवंटित नहीं करते हैं और क्योंकि हम इस पोजीशन में कुछ भी आवंटित नहीं करते हैं इसलिए इसे दो लाइनों के रूप में दिखाया गया है जहाँ हम अन्य दो पोजीशन के लिए कुछ भी आवंटित नहीं करते हैं अब 30 में से 25 पूरी हो चुकी है और इसलिए शेष 5 को पूरा करना हैं अब हम इस मैट्रिक्स के शेष भाग को देखते हैं और उस पोजीशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें परिवहन की कम से कम इकाई लागत हो अब उपलब्ध पोजीशन्स की लागत 8 9 7 और 8 5 और 6 है इसलिए 5 इस बिंदु पर न्यूनतम हैं आप देख सकते हैं की यहां 4 है लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं इस डैश के कारण इस तथ्य के कारण कि यह 25 का उपभोग किया जा चुका है और इसलिए हम इस पोजीशन पर कोई एलोकेशन नहीं कर सकते हैं इसलिए हम एलोकेशन के लिए उपलब्ध पोजीशन्स में से न्यूनतम इकाई परिवहन लागत को देखते हैं तो हम इस 5 को लेते हैं अब आवश्यकता केवल 5 है सप्लाई 35 है इसलिए जितना संभव हो उतना डालने की कोशिश करते हैं जो कि 5 और 35 का न्यूनतम हो इसलिए हम 5 को यहां डालेंगे जो दिखाया गया है अब इस 5 को आवंटित करके हम पूरी तरह से दूसरे डिमांड पॉइंट की डिमांड को पूरा कर चुके हैं और इसलिए हम इसे इस डॉटेड लाइन के माध्यम से दिखाते हैं और हम कहते हैं कि इस पोजीशन में हमारा कोई एलोकेशन नहीं होगा अब इस 35 में से 5 का उपभोग करके 35 अब 30 बन गया हैं केवल 30 इकाइयाँ उपलब्ध हैं अब हम न्यूनतम इकाई लागत का पता लगाने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और फिर 8 7 8 और 6 के साथ अब केवल चार पोजीशन हैं इसलिए यह 6 न्यूनतम इकाई लागत वाला पोजीशन हो जाता है अब 30 उपलब्ध है 40 की आवश्यकता है हम अब इस पोजीशन में 30 डाल सकते हैं जो इन दोनों में से न्यूनतम है इसलिए हमने यह 30 यहां डाल दिया है अब सब 30 डालकर हमने यहां उपलब्ध सभी सप्लाई को समाप्त कर दिया है या उपयोग कर लिया है जिसे इस डॉटेड लाइन द्वारा फिर से दिखाया गया है और इसका अर्थ यह भी है कि इस पोजीशन में हमारा कोई एलोकेशन नहीं होगा अब यहाँ 30 लगाकर हम 40 में से 30 डिमांड पूरी कर चुके हैं और केवल 10 और डिमांड पूरी करनी है अब हम अगली सबसे कम लागत की पोजीशन पर वापस जाते हैं जो 8 और 7 के बीच है यह 7 है और अब 40 उपलब्ध है 10 की आवश्यकता है इसलिए हम उस पोजीशन में 10 डाल देंगे अब इस 10 को फिर से डालने से यह पूरा हो जाता है और यह 40 अब 30 हो गया है जो कि उपलब्ध है अब केवल एक पोजीशन है जिसकी लागत 8 के बराबर है जहां सप्लाई 30 है और डिमांड 30 है और हम यहां पुरे 30 डालते हैं जैसा कि हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में देखा था आखिरी एलोकेशन में हम देखेंगे कि सप्लाई डिमांड के बराबर है तो अब हमारे पास एक और समाधान है जो की व्यवहार्य है जिस तरह से मैंने व्यवहार्य समाधान को परिभाषित किया है व्यवहार्य समाधान वह है जहां सभी नौ वेरिएबल हैं जो वैल्यू से अधिक या बराबर हैं इन 9 में से 5 की पॉजिटिव वैल्यू है शेष 4 का मान 0 है रो का योग सप्लाई 40 25 35 के बराबर है कॉलम का योग डिमांड 30 25 5 10 30 यानि 40 के बराबर है इसलिए यह एक और व्यवहार्य समाधान है अब इससे जुड़ी लागत क्या है इससे जुड़ी लागत की गणना मैंने फिर से उसी समाधान में दिखाया है तो लागत 8 x 30 7 x 10 3 x 25 5 x 5 6 x 30 Cij गुणा Xij है जो 590 है तो हमारे पास इसका समाधान है जिसकी कुल लागत 590 है अब इस विधि को कहा जाता है मिनिमम कॉस्ट मेथड मतलब न्यूनतम लागत विधि या लीस्ट कॉस्ट मेथड यह हमें एक प्रारंभिक समाधान देने की एक और विधि है हमने पहले टॉप लेफ्ट कार्नर रूल को देखा अब हमने मिनिमम कॉस्ट मेथड को देखा है हम एक त्वरित विश्लेषण करते है कि इनमें से कौनसी बेहतर है इसलिए मिनिमम कॉस्ट मेथड ने हमें एक समाधान दिया जिसकी लागत 590 है और नार्थ वेस्ट कार्नर ने हमें एक समाधान दिया जिसकी लागत 625 है क्योंकि यह एक मिनिमाइजेशन समस्या है इसलिए कम लागत वाला समाधान एक बेहतर समाधान है और इसलिए इस विशेष उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट मेथड ने हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से बेहतर समाधान दिया है अब यह हमें यह भी बताता है कि नार्थ वेस्ट कॉर्नर समाधान सर्वोत्तम नहीं है क्योंकि हम इससे कम लागत के साथ एक समाधान खोजने में सक्षम हुए अब मिनिमम कॉस्ट मेथड समाधान सर्वोत्तम है या क्या इनके जैसे और ऐसे तरीके हैं जो यथोचित सरल सहज और अच्छे समाधान प्रदान करते है जैसा मिनिमम कॉस्ट मेथड ने किया तो क्या अन्य तरीके हैं जो अच्छे समाधान और शुरुआती समाधान दे सकते हैं हम अगली क्लास में इस तरह के और तरीके को देखेंगे